आपका फिरसे स्वागत हे आज के मॉड्यूल में हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आइए देखते हैं चर्चा की रूपरेखा में क्या है इस मॉड्यूल की रूपरेखा में व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों की शुरूआत ट्रिप्स घोषणा के अनुपालन और फिर हम अचल संपत्ति व्यापार के इन पहलुओं पर आगे बढ़ेंगे अब यह क्या है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ दौर के रूप में संदर्भित 1986 से 1994 तक फैली हुई है अब अगर आप समझना चाहते हैं संपत्ति अधिकार व्यापार से संबंधित पहलुओं का क्या महत्व है यह क्यों आवश्यक है फिर एक सप्ताह हम टैरिफ हो सकते हैं जो कि 2 3 सदस्य देशों के बीच बौद्धिक गुणों के तहत आती हैं तो उन चीजों से कैसे निपटा जाए किस हद तक इसकी रक्षा की जाए और सभी के लिए क्या रक्षा की जाए चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाते हैं और ट्रिप्स उसी से संबंधित है यह मर्राकेश की विशिष्टता एक झूठ है वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है या यह आवश्यक रूप से सभी सदस्यों पर लागू होता है आप बस यह नहीं कह सकते हैं हम इस पर कार्य नहीं करेंगे अब जैसा कि हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि ट्रिप्स को हस्ताक्षर या इसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था और इसे परिशिष्ट 1 C में ठीक से उल्लिखित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए बाधाओं और बाधाओं को कम करना चाहता है प्रभावी और उचित संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के उपाय और प्रक्रियाएं अपने आप में वैध व्यवसाय में बाधा नहीं बनती हैं इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ हमें इसे देखना होगा जब हम बात कर रहे हैं तो यह वास्तव में संतुलन की बात है और इसीलिए हम इसे नैतिकता के तहत चर्चा कर रहे हैं नैतिकता संतुलन की भावना है जहां हम केवल सभी हितधारकों को शामिल करते हैं इसलिए जैसा कि हम ट्रिप्स के उद्देश्यों से देख सकते हैं यह एक तरफ बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण है ताकि हम दूसरों के बौद्धिक गुणों का उल्लंघन न करें लेकिन यह भी एक ही समय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह इतना बाध्यकारी नहीं होना चाहिए कि यह वैध व्यवसाय के लिए एक बाधा बन जाए इसलिए यह सवाल फिर से उठता है कि अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह वैध व्यापार की तरह ही हो और यह सुरक्षा वैध व्यापार में बाधा न बने इस लक्ष्य को स्वीकार करते हुए नए नियमों और विषयों की आवश्यकता GATT 1994 के मूल सिद्धांतों और प्रासंगिक बौद्धिक संपदा समझौतों या सम्मेलनों के अनुप्रयोग व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के दायरे और उपयोग के बारे में उचित मानक और सिद्धांत प्रदान करें व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन के प्रभावी और उचित साधनों का प्रावधान राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में अंतर को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम देख सकते हैं कि ये 3 चरण हैं जिनमें GATT 1994 के मूल सिद्धांतों के आवेदन और अन्य संबंधित बौद्धिक संपदा समझौतों के पहले 3 चरण शामिल हैं इसलिए दूसरा उचित मानकों और सिद्धांतों को प्रदान करने के लिए है और तीसरा व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी और उचित साधन प्रदान करना है जो व्यावहारिक है कि यह राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में अंतर को ध्यान में रखता है इसलिए राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में अंतर और उन्हें ध्यान में रखने वाले अंतरों को ध्यान में रखना एक अधिक व्यावहारिक प्रवृत्ति है इसे कैसे लागू करना है बिंदु d बहुपक्षीय रोकथाम के लिए हम कौन से प्रावधान और प्रभावी और त्वरित तरीके चाहते हैं और वार्ता के परिणाम में पूरी तरह से भाग लेने के उद्देश्य से सरकार और ई संक्रमणकालीन समझौतों के बीच विवादों को हल करना इसलिए जो हमें मिलता है वह न केवल इसे कैसे लागू किया जा सकता है बल्कि यदि कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हल करने के प्रभावी कदम क्या हैं जिस तरह से और परिणामस्वरूप अंतरिम व्यवस्था एक बातचीत है लक्ष्य पूरी तरह से भाग लेना है इसलिए एक बार बातचीत समाप्त हो जाने के बाद फिर इसे कैसे आवेदन किया जाये और व्यवहार में लाया जाए इसलिए यह एक प्रक्रिया आधारित पहल है जो यह जानने के बाद शुरू होती है कि बुनियादी मानदंड क्या हैं इसका पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है कि प्रक्रिया क्या करनी है फिर यह कैसे विवाद पैदा करता है फिर यह कैसे होता है इसे जल्दी से हल किया जा सकता है और जो भी समझौता किया जाता है संबंधित सदस्य देशों में इसे फिर से कैसे लागू किया जा सकता है इसलिए अब हम सदस्य देशों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर ध्यान देंगे और हम अनुच्छेद 1 में बताई गई बातों पर गौर करेंगे यहाँ हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम समझौते में बताई गई बातों को ठीक बता रहे हैं सदस्य इस समझौते के प्रावधानों का पालन करेंगे सदस्यों को इस कानून द्वारा आवश्यक से अधिक सुरक्षा के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि इस तरह के संरक्षण इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन न करें इसलिए जो कुछ भी हम समझौते के सदस्यों द्वारा सहमत के रूप में देखते हैं वे इस समझौते को लागू करते हैं चाहे वे समझौते के लिए आवश्यक अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान कर सकें या नहीं यदि देने की आलोचना की जाती है तो इसे इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत इसे कन्ट्राइंडिकेटेड नहीं किया जाना चाहिए या रोक नहीं दी जानी चाहिए जैसा कि हम तर्क दे रहे थे इस समझौते का संतुलन एक बाधा नहीं होना चाहिए इसलिए यह वैध व्यापार अन्य देशों के साथ भी होता है सदस्य अपने कानूनी प्रणाली में और व्यवहार में अपने समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित तरीके निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे इसलिए आमतौर पर समझौते में कुछ कहा जाता है लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए इस समझौते की योजना का कार्यान्वयन क्या है यह उनकी अपनी कानूनी व्यवस्था और प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा इस समझौते के प्रयोजनों के लिए बौद्धिक संपदा शब्द सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा को संदर्भित करता है जो कि भाग 2 के भाग सात के माध्यम से एक सेक्शन अंतिम चर्चा में हमने पहले से ही इन बौद्धिक गुणों और उनकी विशेषताओं का विवरण और वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं इस पर विस्तार से चर्चा की है सदस्य इस समझौते में दिए गए उपचार के साथ अन्य सदस्यों के नागरिकों को प्रदान करेंगे इसलिए संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में अन्य सदस्यों के नागरिकों को प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति माना जाएगा जो पेरिस पर बौद्धिक संपदा समझौता इन सम्मेलनों के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे इसलिए इस पेरिस सम्मेलन ने सुरक्षा के लिए पात्रता के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं और अन्य नागरिकों के अन्य सदस्य भी इन मानदंडों को पूरा करना चाहते हैं पात्रता मानदंड और जो इन 3 सम्मेलनों में प्रदान किए गए संरक्षण के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं उन्हें प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति माना जाएगा रोम में शामिल हुए तो इसे क्यों शामिल किया गया था इस भागीदारी के पीछे क्या विचार है आइए हम टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते पर विचार करें जो विश्व व्यापार संगठन का अग्रदूत था जिसने पहले ही देशों के बीच टैरिफ और सौदेबाजी को कम कर दिया है जिसने व्यापार देशों का ध्यान देश की घरेलू नीतियों की ओर भी आकर्षित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विकसित देशों ने एशिया के नव औद्योगीकृत देशों से निर्मित निर्यात में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना शुरू कर दिया जैसे जैसे देश विकसित हुआ बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए यह प्रतिस्पर्धा बढ़ी इन देशों को गैट ने दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की परिणामस्वरूप उरुग्वे में आ रहे हैं इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार और इसका संरक्षण इस मंच में बहुत प्रभावी चर्चा है अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि TRIPS के अंतर्गत कौन से बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं क्योंकि यदि हम प्रत्येक बौद्धिक संपदा की रक्षा कर सकते हैं यदि हम इसकी रक्षा कर सकते हैं तो हम इसकी रक्षा किस सीमा तक करेंगे तो व्यापार के लिए कोई बाधाएं नहीं हैं तो संतुलन कैसे बनाया जाए सभी उत्पादों को आईपीआर क्या दिया जाना चाहिए और सभी के लिए पेशेवर रूप से क्या चर्चा हो रही है और हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो हम क्या कॉपीराइट शामिल हैं IPS हैं जो TRIPS के अंतर्गत आते हैं इसके अलावा पेटेंट शामिल हैं

ट्रिप्स के तहत प्रदान किए गए IPR के बुनियादी न्यूनतम मानकों और क्षेत्र में घरेलू कानूनों के एक निश्चित सीमा तक पालन करना अनिवार्य कर दिया है इसलिए केंद्र में जब हम कुछ का पालन करना अनिवार्य कर देते हैं तब कहीं भी स्थानीय मतभेद होते हैं यह एक आम मंच में संतुलित होने के लिए आता है ताकि बौद्धिक गुणों और व्यापारों का आदान प्रदान हो सके अब हम एक महत्वपूर्ण घोषणा पर चर्चा करेंगे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दोहा घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है

ट्रिप्स की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों के कारण सरकारों की निगरानी और स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं को प्रभावित करते हैं इसलिए उन्हें उपरोक्त कीमतों पर कर लगाने की अनुमति है जो उत्पादन की मामूली लागत है और चूंकि यह अधिकार दवा कंपनियों को दिया गया है सरकार की तरह कोई भी इन दवा निर्माताओं या उत्पादकों के आईपीआर की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी के कारण आम जनता के स्वास्थ्य की निगरानी और सुरक्षा करने की उनकी क्षमता को सीमित नहीं कर रहा है इसलिए यह एक प्रकार का हितों का टकराव बन जाता है क्योंकि मुझे सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसकी चिंता पर अधिक ध्यान देना चाहिए या मुझे दवा निर्माताओं के आईपीआर किया जाता है तो इन बीमारियों वाले लोग उन तक नहीं पहुंच पाएंगे इन मुद्दों पर आने के लिए मुख्य रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में सस्ती कीमतों पर दवाओं के सीमित या बिना उपयोग के संबंध में डब्ल्यूटीओ घोषणा जारी करने के लिए सहमत हुए इसलिए हमने अपने पिछले चर्चाओं में उपयोगितावादी पहलुओं के बारे में चर्चा की है जो अधिक से अधिक संख्या के अधिक अच्छे होने की बात करते हैं और हो सकता है कि कहीं न कहीं हम एक सामूहिक अच्छे में देख रहे हैं और कहीं न कहीं वे देख रहे हैं कि वे किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के अच्छे या सही हो सकते हैं यह वह जगह है जहां हम इन दो सिद्धांतों के परस्पर क्रिया को देखते हैं कि क्या किसी विशेष दवा कंपनी का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है या क्या यह बड़े स्तर पर समाज का अच्छा है और अधिक महत्वपूर्ण है ये दोनों यहां पर चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरह आते हैं घोषणा ने यह स्पष्ट किया कि ट्रिप्स कब प्रदान किए जा सकते हैं या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थितियों को निर्धारित किया जा सकता है इसलिए जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेते हैं तो हम यहां क्या प्राप्त करते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से बड़ा है इसलिए सदस्य देशों के पास अन्य कंपनियों को विनिर्माण लाइसेंस की सहमति न हो इसलिए वे जीवन रक्षक दवाओं के मामले में महत्वपूर्ण हैं हालांकि यह देशों की कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे यह तय करें कि लाइसेंस कब जारी करना है या कितनी जल्दी किया जा सकता है अगर यह राष्ट्रीय आपातकाल है तो इसे कैसे लागू किया जाए इसका पालन कैसे करें इसे कैसे लागू किया जाए यह विशेष देश पर निर्भर करता है यह चर्चा के लिए कहां है सदस्य देशों को दवाओं के सीमित निर्यात और आयात के लिए एक अनिवार्य लाइसेंस द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर तय किया गया था इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है जहां हम जानते हैं कि यदि प्राप्तकर्ताओं के पास जीवन रक्षक दवाओं और दूसरे देश के लिए विनिर्माण क्षमता नहीं है तो सदस्य देश दवाओं का निर्यात या आयात भी करते हैं तक सीमित हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति दी गई थी जहां वे देश प्राप्त कर रहे हैं वहां विनिर्माण क्षमता की कमी है क्यों मुख्य चिंताएं सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे हैं इसलिए इस चर्चा में हमने सामान्य रूप से आईपीआर के बारे में चर्चा की घोषणा की है अगले सत्र में हम भारत में ट्रिप्स के आवेदन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं धन्यवाद